दो चरण प्रवाह और गर्मी हस्तांतरण के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है तो पहले व्याख्यान में संक्षिप्त में देखा कि अलग अलग प्रवृत्ति क्या हैं तो इस व्याख्यान के अंत में आप समझेंगे कि कौन कौन से अलग प्रवाह प्रवृत्ति उपलब्ध हैं - क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और साथ ही चरण परिवर्तन के लिए इसलिए किस तरह के विभिन्न प्रवाह प्रवृत्ति होते हैं जिन्हें हम आपको इस व्याख्यान में दिखाएंगे हम आपको यहां प्रवाह प्रवृत्ति प्रतिचित्र को दिखाएंगे कि यह आपको विभिन्न प्रवाह दर का कैसे विचार देगा क्या प्रवाह प्रवृत्ति प्रतिचित्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के लिए प्राप्त होगा उन चीजों को इस व्याख्यान में रेखांकित किया जाएगा तो आइए हम जल्दी से अलग अलग प्रवाह प्रवृत्ति देखें गैस तरल में जो कि दो चरण प्रवाह है क्योंकि पहले कुछ व्याख्यान केवल गैस तरल दो चरण प्रवाह पर ही जोर देंगे तो गैस तरल दो चरण प्रवाह जो कि विभिन्न प्रवाह स्वरूप या प्रवृत्ति निश्चित रूप से चैनल के आकार पर निर्भर है चैनल का अभिविन्यास चाहे वह लंबवत हो या क्षैतिज हो यह चरण परिवर्तन प्रक्रिया से प्रभावित होगा इसलिए यदि किसी प्रकार की चरण परिवर्तन प्रक्रिया है तो निश्चित रूप से यह प्रभावित चरण परिवर्तन द्वारा होगी अब अभिविन्यास के मामले में हम जानते हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्थिति और चरण परिवर्तन के मामले में हम एडियाबैटिक और या चरण परिवर्तन की उपस्थिति की स्थिति में होंगे तो उबलना या वाष्पीकरण होगा यहां मैंने आपको एक विशिष्ट वीडियो दिखाया है जहां हम बहुत सारे इंटरफैसिअल संरचनाओं का पता लगा सकते हैं तो छोटे बुलबुले से शुरू होकर एक बड़े बुलबुले का मंथन चरण परिवर्तन प्रक्रिया में देखा जा सकता है तो इन सभी बातों को हम इस व्याख्यान में समझेंगे तो शुरू करने के लिए हमने यहाँ पर गैस तरल दो चरण प्रवाह को एक ऊर्ध्वाधर पाइपलाइन में दिखाया है तो देखें कि यह एक तरल में गैसीय चरण के बहुत छोटे फैलाव से शुरू होता है इस प्रकार का प्रवाह व्यवस्था हम बुलबुली प्रवाह कहते हैं इसलिए यहां पर सिर्फ गैसीय चरण की अलग पहचान नहीं है तो आप तरल में गैसीय चरण के एक सजातीय मिश्रण का पता लगा सकते हैं तो यह छोटे बुलबुले के द्वारा चित्रित की जाती है अब जब ये बुलबुले एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं तो वे विलय हो जाएंगे और आकार में बढ़ जाएंगे और अंत में एक विशिष्ट विन्यास जिसे हम पाइप के अंदर एक लंबे बुलबुले की तरह देख सकते हैं इसे वास्तव में स्लग बुलबुला कहा जाता है इसलिए यहां हमने एक पूर्ण स्लग बुलबुला दिखाया है इसलिए जो वास्तव में कई छोटे आकार के बुलबुले के समामेलन से बुलबुले प्रवाह बनता है इसके अंत में हम कुछ अनुचर बुलबुले भी बना रहे हैं इसलिए यहां दिलचस्प बात का ध्यान रखना जरूरी है कि पूरे पाइप मेंस्लग बबल के चारों ओर तरल फिल्म देख सकते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि इस प्रकार का प्रवाह प्रवृत्ति वास्तव में एक स्लग प्रवाह है अब जब भी यह स्लग प्रवाह एक दूसरे के साथ बहुत विलय हो या वे बहुत लहरदार हो रहे हैं इस तरह से एक मंथन प्रवाह का पता लगा लेंगे तो यहां आपको इंटरफेस के बीच बहुत सारे हलचल और गड़बड़ी का पता चल जाएगा तो यह मंथन प्रवाह का एक विशिष्ट उदाहरण है अब जहाँ कहीं भी यह मंथन प्रत्येक के साथ वास्तव में विलय हो रहा है तब आपको पता चलेगा कि उस ट्यूब के मूल के अंदर हम गैसीय अवस्था में हैं कुछ गैसीय चरण जिनमें बूंदों को फैलाया जा रहा है और ट्यूब की दीवार में एक फिल्म देख सकते हैं फिल्म के अंदर भी आपको बहुत सारे बुलबुले मिलेंगे तो इस तरह के प्रवाह स्वरूप को विस्पी कुंडलाकार प्रवाह कहा जाता है अब यदि आप तरल प्रवाह दर बढ़ाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुलबुले कुंडलाकार में नहीं आ रहे हैं आप वहाँ पर अनियोजित तरल कुंडलाकार फिल्म देख रहे होंगे और कोर में आप पाएंगे गैस इसे 1 कुंडलाकार प्रवाह कहा जाता है आमतौर पर जब भी क्षैतिज अभिविन्यास से ऊर्ध्वाधर स्थिति बदल जाती है तो आप यह जान सकते हैं कि अलग अलग प्रवाह प्रवृत्ति दिखाए गए हैं पहले एक सामान्य रूप से बुलबुला प्रवाह है लेकिन यह ध्यान रखना है कि पाइपलाइन में बुलबुले अच्छी तरह से छितरे हुए नहीं हैं ज्यादातर समय बुलबुले चैनल के ऊपरी हिस्से के साथ चिपके रहते हैं ठीक है जब भी ये बुलबुले वास्तव में विलीन होते हैं तब यहाँ एक प्लग प्रवाह बनता है इसलिए प्लग का प्रवाह इन बुलबुले के विलय से बनने वाला एक बड़ा गैसीय स्लग और कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लग के प्रवाह का पता लगाएंगे जब ये प्लग एक दूसरे के साथ विलय कर रहे हैं तो आप यहाँ एक स्तरीकृत प्रवाह का पता लगा लेंगे यह ध्यान रखना है कि स्तरीकृत प्रवाह में सबसे ऊपर आपको गैसीय चरणों का पता लगाना होगा और नीचे तरल चरणों का अगला जब भी तरल प्रवाह की दर बढ़ जाती है तो गैस और तरल के बीच यह चिकनी इंटरफेस इस तरह लहराता है तो इसे लहरदार प्रवाह स्वरूप कहा जाता है आगे अगर यह लहर स्वरूप बहुत अधिक है तो हम यह पता लगाएंगे कि यह यह तरंगें कभी कभी दीवार से छूती हैं इसलिए यहाँ यह स्थिति है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि यह दीवार के साथ स्पर्श कर रही है तो इस तरह के प्रवाह स्वरूप को स्लग स्वरूप और अंत में जब भी गैसीय प्रवाह दर बढ़ जाता है तब आपको पता चल जाएगा कि कोर में गैसीय अवस्था हैं और दीवार में तरल फिल्म हैं लेकिन यहां ध्यान रखना है कि ट्यूब के ऊपरी हिस्से में फिल्म की मोटाई निचले पक्ष की तुलना में कम होगी तो ये गैस तरल प्रवाह क्षैतिज के लिए विशिष्ट प्रवाह स्वरूप हैं बब्बली प्लग से शुरू स्तरीकृत लहर स्लग और कुंडलाकार जो पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर से अलग है अगला हम देखते हैं कि जहां कहीं भी विभिन्न प्रवाह स्वरूप उपलब्ध हैं वहां चरण परिवर्तन जुड़ा हुआ है तो आप यहां पर पा सकते हैं कि हमने 2 अलग अलग स्थितियों में ऊर्ध्वाधर ट्यूब दिखाया है और यह एक क्षैतिज ट्यूब है हम एकल चरण तरल से शुरू कर रहे हैं और हम इस ट्यूब के आसपास गर्मी दे रही है तो बहुत सारे बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं पाइप पाइप दीवार में केंद्रक के माध्यम से वे बुलबुले आकार में यहाँ बड़े होते जा रहे हैं और अंत में एक स्लग बुलबुला बनते जा रहे हैं जो एक स्लग प्रवाह से मिलता जुलता है और फिर अंत में स्लग को कुंडलाकार प्रवाह में परिवर्तित किया जा रहा है यहां आप बहुत सारे बूंदों को पाइप की परिधि में आप तरल देख सकते हैं इसलिए यह वास्तव में कुंडलाकार प्रवाह है और अंत में आप यहाँ छोटी बूंद प्रवाहित होते पाएं जब आप इस कुंडलाकार फिल्म को सुखाये लेकिन यहाँ तरल की छोटी बूंदें लगातार जारी है इसलिए यह केवल एक छोटी बूंद प्रवाह है तो दीवार के कुंडलाकार परिधि के बगल में कोई फिल्म नहीं है और फिर इस क्षेत्र में यहाँ आपको पता चल जाएगा की यह एक एकल चरण वाष्प है इसलिए एकल चरण तरल से शुरू होकर एकल चरण वाष्प तक हम बुलबुली प्रवाह स्लग प्रवाह कुंडलाकार प्रवाह और छोटी बूंद प्रवाह एक साथ बहती है क्षैतिज में आपको इसी प्रकार की विशेषताएं का पता चल जाएगा इसलिए यहां हमारे पास एकल चरण तरल है और बगल में एकल चरण गैस होगी ताकि आप पता लगा सकें कि हम बुलबुली प्रवाह के साथ शुरू करते हैं लेकिन आप देखिए इस बुलबुले और इस बुलबुले के बीच का अंतर यह बुलबुले वास्तव में पाइपलाइन में अच्छी तरह से बिखरे हुए हैं लेकिन जबकि यह बुलबुले वास्तव में दीवार के ऊपरी तरफ से जुड़े हुए हैं तो आप उसी प्रकार की विशेषताओं का पता लगा सकते हैं बुलबुले विलय कर रहे हैं और एक बड़ा प्लग बना रहे हैं प्लग का प्रवाह और अंत में यह प्लग स्लग का निर्माण कर रहा है इसलिए यह स्लग प्रवाह है और फिर यह स्लग वास्तव में कुछ लहर इंटरफ़ेस उत्पन्न करता हैं तो यह वास्तव में लहरदार प्रवाह है और आखिरकार लहरें यहाँ सुस्त पर रही हैं और फिल्म यहाँ सूख रही है और यह कुंडलाकार प्रवाह है अब विशिष्ट चीजें हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच तुलना देख सकते हैं यहां कुंडलाकार प्रवाह के मामले में देखते हैं की दोनों दीवारें फिल्म के साथ गीली हैं लेकिन यहां केवल निचली दीवार गीली है और उच्च दीवार वास्तव में गैसीय चरण से जुड़ी होगी और अंत में यह एकल चरण गैसीय प्रवाह में परिवर्तित होगी तो इस प्रकार की स्थिति उबलने या चरण परिवर्तन होने की स्थिति में होती है अगला हम व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्रवाह स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं इसलिए यहां हम पहले बुलबुले प्रवाह के बारे में चर्चा करेंगे तो हम ऊर्ध्वाधर विन्यास के साथ शुरू करेंगे ताकि ऊर्ध्वाधर चैनल में बुलबुले प्रवाह है इसलिए यह वास्तव में तरल चरण में फैलाने वाला बुलबुला हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं बहुत सारे फैले हुए बुलबुले जो आप तरल चरण में देख सकते हैं तो बुलबुली प्रवाह टूटना विलय और न्यूक्लिएशन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ मैंने आपको दिखाया है की बुलबुली प्रवाह प्राप्त करने के लिए कौन से प्रवाह वेग की आवश्यकता होती है आप देख सकते हैं कि यह एक प्लॉट है जहां धुरी को हमने तरल सतही वेग को कोटि अक्ष में गैस सतही वेग दिया है बुलबुली प्रवाह वास्तव में एक बहुत ही उच्च तरल सतही वेग पर प्राप्त होता है और काफी कम गैसीय सतही वेग है तो इस डोमेन से आप सही तरीके से बुलबुली प्रवाह का पता लगा सकते हैं अगला हम एक और प्रवाह प्रवृत्ति ऊर्ध्वाधर की दिशा में देखेंगे तो यह वास्तव में एक स्लग प्रवाह है तो अगला प्रवाह प्रवृत्ति स्लग प्रवाह है यहाँ हम बुलबुली प्रवाह के छोटे बुलबुले का पता लगा रहे हैं जो कि विलय कर रहे हैं और एक बड़ा स्लग बना रहे हैं ठीक है इसलिए गोली के आकार का बड़ा बुलबुला जो वास्तव में एक स्लग बुलबुला है यहाँ बनाया जा रहा है मैं आपको उस आकृति में दिखा रहा हूं जिसे आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ी गोली के आकार के बुलबुले हैं और साथ ही अनुचर बुलबुले हैं तो स्लग ज़ोन में चक्रवात होगा जो कि छोटे अनुचर बुलबुले के भी गठन का परिणाम होगा ठीक है यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि बुलबुली प्रवाह से स्लग प्रवाह के रूपांतरण के लिए कौन सी प्रवाह दर महत्वपूर्ण होगी तो अगर आप गैसीय सतही वेग को अभिन्न रखकर तरल सतही वेग को कम करते हैं तब आप इस प्रकार के प्रवाह प्रवृत्ति में प्राप्त कर रहे होंगे जहां हम एक बड़ा स्लग बुलबुले के बाद अनुचर बुलबुले ले रहे हैं ठीक है यह विशिष्ट डोमेन है जहाँ हम स्लग प्रवाह प्राप्त कर सकते हैं अब हम अगले प्रवाह प्रवृत्ति को देखने की कोशिश करते हैं जिसे मंथन प्रवाह कहा जाता है मंथन प्रवाह के मामले में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यह वास्तव में स्लग प्रवाह और कुंडलाकार प्रवाह के बीच मध्यवर्ती प्रवाह प्रवृत्ति है ठीक है यह प्रकृति में बहुत अराजक है तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि प्रकृति में बहुत अराजक है आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं आप पिछले 2 चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो अगर आप इसे ज़ूम करते हैं शायद प्रकृति में बहुत अराजक बहुत से बुलबुले स्लग इंटरफेस के माध्यम से गुजरती हैं यह स्पष्ट रूप से ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं तो यह वास्तव में बहुत कम तरल के साथ साथ गैसीय चरण सतही वेग प्राप्त होता है इसलिए यदि आप आगे चलकर तरल वेग को कम करते हैं तो कहीं न कहीं यह मंथन प्रवाह को दर्शाता है तो यह मंथन प्रवाह डोमेन है जिसे हम अपने प्रवाह प्रवृत्ति प्रतिचित्र में पता लगा सकते हैं इसके बाद हम अगला प्रवाह स्वरूप देखते हैं जो वास्तव में एक कुंडलाकार प्रवाह है यह ट्यूब के चारों ओर तरल फिल्म के गठन की विशेषता है ताकि आप पता लगा सकें कि ट्यूब के आसपास फिल्म और कोर में आपको गैस उपलब्ध हो रही है इसलिए यह उच्च गति पर एक नज़दीकी दृश्य है ताकि आप यह जान सकें कि हम यहाँ फिल्म और परिधि केंद्र में हम गैसीय अवस्था में हैं तो इसका कारण है क्रॉस सेक्शन में तेजी से बढ़ते गैस चरण भी आप देख सकते हैं कि यह तरल फिल्म है और कोर में केवल गैस चरण हैं ठीक है यह वास्तव में कम तरल और उच्च गैसीय चरण पर देखा गया तो यहाँ से तरल प्रवाह की दर को समान रखते हुए मंथन प्रवाह में यदि आप गैसीय प्रवाह दर को बढ़ाते हैं तो आपको यहां जो मिलेगा वास्तव में कुंडलाकार प्रवाह है तो यह कुंडलाकार प्रवाह आमतौर पर उच्च गैस सतही वेग और कम तरल सतही वेग ऊर्ध्वाधर चैनल में प्राप्त होता है अगला हम देखेंगे कि विस्पी कुंडलाकार प्रवाह किसे कहा जाता है इस वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत सारे विस्प जिन्हें आप पता लगा सकते हैं इसलिए यह वास्तव में कुंडलाकार प्रवाह को विस्पी कुंडलाकार प्रवाह में बदल रहा है तरल चरण वेग को बढ़ाने से इसलिए अगर चरण वेग बढ़ाते हैं कुंडलाकार प्रवाह स्वरूप से आप 1 विस्पी कुंडलाकार प्रवाह प्राप्त करेंगे ये भी प्रकृति में बहुत अराजक है ठीक वैसे ही जैसे हमने विस्पी प्रवाह में देखा था इसलिए इसी तरह यह प्रकृति में बहुत अराजक है और यह उच्च गैस सतही वेग और उच्च तरल सतही वेग से उत्पन्न होता है तो ये सभी प्रवाह स्वरूप हमने गैस तरल दो चरण प्रवाह के ऊर्ध्वाधर बुलबुली स्लग मंथन कुंडलाकार और विस्पी कुंडलाकार से प्राप्त किए हैं अब यदि आप तरल और गैस के विभिन्न सतही वेगों का प्रयोग करते हैं तो आप इस प्रकार के बिंदु इस प्लाट में उत्पन्न करते हैं और आगे हम बहुत अंकित बिंदुओं का पता लगाएंगे जो कि इकट्ठे हुए हैं तो जो विभिन्न प्रकार के हैं ये बुलबुले हैं ये स्लग हैं यह कुंडलाकार है यह विस्पी कुंडलाकार है और इस प्रकार के प्रवाह प्रवृत्ति इस प्रकार के कथानक को हम वास्तव में प्रवाह स्वरूप प्रतिचित्र कहते हैं अब अगर आप इन प्रवाह व्यवस्थाओं के बीच की सीमाओं को बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको इस तरह की सीमा का पता चल जाएगा तो यह वास्तव में डोमेन है जहां हम बुलबुले प्रवाह प्राप्त कर सकते हैं यह स्लग प्रवाह के लिए एक डोमेन हैइसी तरह मंथन प्रवाह कुंडलाकार प्रवाह और विस्पी कुंडलाकार प्रवाह इसलिए इस प्रकार के प्रवाह प्रवृत्ति प्रतिचित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं यह जानने के लिए कि प्रवाह स्वरूप किस प्रकार प्राप्त करेंगे अगला हम क्षैतिज विन्यास के लिए चलते हैं तो पहले क्षैतिज में विन्यास हम स्तरीकृत चिकनी प्रवाह का अवलोकन करेंगे अब एक बार जब हम गैस के सतही वेग को बढ़ाते हैं तो हमें स्तरीकृत लहरदार प्रकृति प्राप्त होगी देख सकते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं इसलिए यह वास्तव में 3D तरंग संरचना की तरह उपस्थिति है और इसलिए यह वास्तव में 3D है तो पाइप क्रॉस सेक्शन आप लहर को देख सकते हैं तो क्रॉस सेक्शन में आप इस लहर को ठीक समझ सकते हैं तो यह स्थिर लहर है और मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह स्तरीकृत चिकनी सतह से बढ़ रहे गैस सतही वेग के कारण होता है यह स्तरीकृत चिकनी प्रवाह क्या है तो यह स्तरीकृत लहर प्रवाह स्वरूप है जो यहां पर है आगे हम क्षैतिज में एक और प्रवाह स्वरूप देखते हैं जिसे कुंडलाकार फैलाव कहा जाता है की तरह देख सकते हैं पिछली स्लाइड्स में जो कुछ भी हमने देखा था ठीक है और यह फिल्म नीचे मोटी है और ऊपर से पतला हैं इसलिए हम यह पता लगा सकते हैं कि यह मोटी फिल्म हैं और यह पतली फिल्म हैं तो इस क्षैतिज प्रकृति के कारण आपको पता चल जाएगा कि फिल्म की मोटाई अलग अलग है हम यहां पता लगाएंगे कि कोर में बुलबुले तरल बूंदों के बहुत सारे फैलाव है इसलिए आप पता लगा सकते हैं गैसीय कोर में बूंदों का फैलाव है और इसे आगे उच्च गैस सतही वेग पर प्राप्त किया जाता है तरल सतही वेग को एक समान रखते हुए तो यह विशिष्ट कुंडलाकार फैलाव प्रवाह प्रवृत्ति है अगला हम क्षैतिज में अगले प्रवाह स्वरूप को देखते हैं जिसे आंतरायिक प्लग प्रवाह कहा जाता है आइए अब हम देखते हैं एक और प्रवाह जिसे डिस्पर्से बुलबुला प्रवाह कहा जाता है इसलिए यदि आप तरल सतही वेग को और बढ़ाते हैं तो आप यह पता लागा पयेंगे कि पाइप पूरी तरह से तरल से भरा हुआ है ठीक है यहां तरल पूरी तरह से भरे हुए देख सकते हैं ठीक है छोटे गैसीय बुलबुले का गठन कहीं शीर्ष पर है यहाँ आप गैसीय चरण बुलबुले का पता लगा सकते हैं बुलबुले ट्यूब के निचले हिस्से में मौजूद नहीं हैं लेकिन अधिकांश बुलबुले शीर्ष पर होंगे तो यह वास्तव में उच्च तरल सतही वेग और बहुत कम गैस सतही वेग बन रहा है इसके बाद हम आंतरायिक स्लग प्रवाह देखते हैं यह भी एक क्षैतिज प्रवाह के लिए विशिष्ट प्रवाह प्रवृत्ति है को बहुत दिलचस्प बना देती है तो यह वास्तव में मध्यवर्ती तरल पदार्थ सतही वेग और मध्यवर्ती गैस सतही वेग के बीच में यहीं कहीं पर प्राप्त किया जाता है अगला हम डिसप्रसड फ्रॉथ प्रवाह देखते हैं तो यह भी क्षैतिज प्रवृत्ति में देखा जाता है तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि ऐसा बहुत उच्च गैस और तरल सतही वेग पर होता है यदि आप गैस के सतही वेग को बढ़ाते हैं तो बिखरे हुए बुलबुला प्रवाह से आप डिस्पेर्सेड फ्रॉथ प्रवाह में आ जाएंगे तो आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि गैस के फैलाव और कुछ तरल फ्रॉथ मौजूद है क्रॉस सेक्शन में अगर हम निरीक्षण करें कि यह प्रकृति का अध्ययन करने में भी बहुत जटिल है इस बारे में बहुत विचार करने की आवश्यकता है बुलबुला फैलाव के साथ साथ इंटरफैसिअल घटना का पता लगा सकते हैं अगला हम एक प्रवृत्ति के रूप में क्षैतिज प्रवाह स्वरूप को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं तो आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि x अक्ष में हमारे पास तरल सतही वेग और y अक्ष गैस सतही वेग है और हम स्तरीकृत चिकनी से शुरू करते हुए आंतरायिक प्लग और फैला हुआ बुलबुला तक जब हम तरल सतही वेग को बढ़ाते रहें हैं और गैस सतही वेग समान रखते है दूसरी ओर यदि आप गैस सतही वेग को बढ़ा कर रखते हैं आप स्तरीकृत लहरदार और एक कुंडलाकार फैलाव प्रवाह से गुजर रहे होंगे जो कि स्तरीकृत चिकने प्रवाह के माध्यम से शुरू होता है मध्यवर्ती वेग पर आपको आंतरायिक स्लग का पता चल जाएगा और अंत में बहुत ऊंचाई पर होगा और गैस बहुत उच्च गैस और तरल सतही वेग पर बिखरे झाग प्रवाह पा रहे हैं अब कुछ प्रकार के प्रवाह प्रवृत्ति थे जो हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के लिए दिखाए हैं अधिकांश प्रवाह जो मैंने आपको दिखाए हैं वे पानी के लिए हैं अब अगर आप कुछ अन्य प्रकार के तरल पदार्थ लेंगे तो हमें उस नए तरल पदार्थ के साथ एक बार फिर से प्रयोग करना होगा प्रवाह प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए या हमें एक प्रवाह प्रवृत्ति बनाना होगा जो कि द्रव गुणों के बावजूद सभी तरल पदार्थों के लिए लागू हो तो यहां हमने 2 अलग अलग प्रवाह स्वरूप प्रतिचित्र दिखाए हैं पहला 1969 में हेविट और रॉबर्ट्स द्वारा दिया गया है जो कि ऊर्ध्वाधर पाइपों के लिए लागू है इसलिए यहाँ आप यह जान सकते हैं कि यह एक प्रवाह प्रवृत्ति प्रति चित्र है जिसमें बुलबुली स्लग मंथन कुंडलाकार और विस्पी कुंडलाकार है जो कुछ भी हमने पहले के मामलों में देखा है लेकिन यहाँ आमतौर पर आप देखते हैं एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट जो सतही वेग नहीं हैं लेकिन यहां एब्सिस्सा हमने ρf गुणा jf2 के रूप में दिया है और ऑर्डिनेट ρg गुणाjg2 है यहाँ पर घनत्वों को शामिल करके आप यह पता लगा सकते हैं कि हम इस प्रवाह व्यवस्था वास्तव में सभी तरल पदार्थों के लिए सार्वभौमिक को बना रहे हैं तो किसी भी तरल पदार्थ के लिए यदि आप घनत्व को जानते हैं तो आप पता लगा सकते हैं यहाँ पर विशिष्ट अंक कौन सा प्रवाह स्वरूप प्राप्त कर रहा है तो यह किसी भी गैस तरल संयोजन के लिए मान्य है इसी तरह हमारे पास एक और नक्शा हैं क्षैतिज के लिए इसलिए यहां इस नक्शे को 1954 में बेकर द्वारा विकसित किया गया था आप एक बार फिर पता लगा सकते हैं कि उन सभी प्रवाह प्रवृत्ति कोजो कुछ भी हमने क्षैतिज स्तरीकृत में देखा है लहराती कुंडलाकार फ्रॉथ बुलबुले स्लग इन सभी प्रवाह स्वरूप को प्लग करें जिन्हें आप पता लगा सकते हैं ये किसी भी क्षैतिज गैस तरल दो चरण प्रवाह के लिए भी लागू होता है तो हमारे द्वारा दिए गए x अक्ष में Gfगुणा साई Ψ तो Gf गुणासाई Ψ x अक्ष है औरGj बटा लैम्ब्डा λ y अक्ष है अब इस लैम्ब्डा λ और साई Ψ उन तरल पदार्थ गुणों के संदर्भ में लिखा जा सकता है तो ρg ρa वास्तव में गैसीय चरण है और Afघनत्व ρf ρw वास्तव में तरल चरण और जल चरण घनत्व है इसी प्रकार यहाँ साई Ψ बराबर होगा σwσ है सिग्मा के लिए तलों के बीच वेग है अज्ञात संयोजन के लिए और σw जल वायु संयोजन सतह तनाव है यहाँ μf μw ये अज्ञात तरल और पानी की विस्कॉसिटी हैं ρw और ρf ये क्रमशः पानी और तरल चरण अज्ञात तरल चरण के घनत्व हैं तो इस तरह प्रवाह प्रवृत्ति के प्रतिचित्र का उपयोग किसी भी अज्ञात प्रवाह के लिए किया जा सकता है तो इस व्याख्यान को संक्षेप में बताते हैं कि विभिन्न प्रवाह स्वरूप विन्यास क्या होता है ऊर्ध्वाधर के साथ साथ क्षैतिज के मामले में हमने प्रवाह प्रवृत्ति प्रतिचित्र दोनों चरण के लिए पेश किया है आगे हम आपकी समझ को जांचने की कोशिश करते हैं की इस व्याख्यान के प्रवाह में जो कुछ सीखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं प्रथम एक कुंडली से विस्पी कुंडलाकार परिवर्तन गैस वेग में वृद्धि करके देखा गया तरल वेग में कमी पर या तरल वेग में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं तो जवाब तरल वेग में वृद्धि I आशा है कि आप सभी को सही उत्तर मिला होगा अगले निम्नलिखित प्रवाह प्रवृत्ति गैस तरल ऊर्ध्वाधर प्रवाह में नहीं देखा जाता है उत्तर विकल्प हैं कुंडलाकार स्लग मंथन और स्तरीकृत चलो हम जवाब देखें स्तरीकृत तो स्तरीकृत प्रवाह प्रवृत्ति हम ऊर्ध्वाधर प्रवाह के मामले में प्राप्त नहीं किया है तीसरा बेकर प्रतिचित्र रखता है क्षैतिज प्रवाह के साथ चरण परिवर्तन ऊर्ध्वाधर गैस तरल प्रवाह और ऊर्ध्वाधर प्रवाह के साथ चरण परिवर्तन और क्षैतिज गैस तरल प्रवाह उत्तर क्या है आइए हम उत्तर देखने का प्रयास करें क्षैतिज गैस तरल प्रवाह इसलिए इसके साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करूंगा धन्यवाद